तो मैट्रिक्स गुणा सही हमने पहले ही देखा है कि मैट्रिक्स को कैसे गुणा किया जाए यह मेरा मैट्रिक्स A है यह मेरा मैट्रिक्स B है मैं गुणा करता हूं फिर मुझे C मिलता है मुझे पता है कि मुझे ब्लॉक्ड एल्गोरिथ्म कैसे करना है तो अब तक आप सभी इससे परिचित हैं सही मैं इसके लिए कोड कैसे लिखूं इसलिए मैंने कहा 'fori 0 i number of blocks' ब्लॉक की संख्या क्या है सादगी के लिए मान लें कि सभी का आकार n है सही n x n का है सभी मैट्रिसेज n x n आकार के हैं तो ब्लॉक की संख्या क्या होगी n ब्लॉक आकार सही और मुझे बस यह मान लेना चाहिए कि n b का मल्टीपल है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूंमैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मैं यहां क्या करूंगा ठीक है मैं B केk j th ब्लॉक को A के i k th ब्लॉक से गुणा करूंगा और C के i j वें ब्लॉक को अपडेट करने जा रहा हूं मैं इसे कोष्ठक में रख सकता हूं और एक संरचित ब्लॉक लिख सकता हूं या मैं एक फ़ंक्शन को कॉल कर सकता हूं जो भी सही लेकिन वह वही है जो महत्वपूर्ण है इसलिए मैं A और B में प्रत्येक जोड़ी ब्लॉक के कार्यों का निर्माण कर रहा हूं सही प्रत्येक C ब्लॉक के लिए नहीं तो एक ही C ब्लॉक कई कार्यों से अपडेट हो जाएगा क्या वह बिंदु स्पष्ट है क्योंकि मैं प्रत्येक कार्य के लिए i k k j बना रहा हूं तो यह i j अपडेट करने जा रहा है तो यदि k 1 है तो यह i 1 और 1 j i j अपडेट होने वाला है लेकिन अगर k 2 के बराबर है एक और कार्य है i 2 2 j जो i j को अपडेट करने जा रहा है क्या यह बात स्पष्ट है अलग अलग कार्य हैं जो C में एक ही ब्लॉक को अपडेट कर रहे हैं ठीक है अब C अपडेट हो रहा है लेकिन रेस कंडीशन होने जा रही है क्योंकि हम एक ही चर को अपडेट कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ तो आप कहते हैं 'dependout 'मुझे सिर्फ सही चरi j का संदर्भ देना होगा तो मैं i j को कैसे संदर्भित करूं तो मुझे सिर्फ 'Cblocks'को परिभाषित करना है जो आकार nb x nb का है तो यह सिर्फ ब्लॉकों की संख्या हैयह सिर्फ एक 2 आयामी अरे है ठीक है और अब मैं कहता हूं 'out'मुझे इस नाम को छोटा करने दें मेरे पास जगह की कमी हो रही हैमुझे इसे Cb कहने दें ठीक है इसलिए मैं 'out Cb i j' कहूंगा इसका क्या असर होगा छात्रमुझे लगा कि हम केवल चर नामों का उपयोग कर सकते हैं आप अरे एलिमेंट्सका उपयोग यहां भी कर सकते हैं मुद्दा नहीं इसलिए हम केवल एक अरे का उपयोग कर रहे हैं और मैं डायनामिकली आप जानते हैं अरेके कुछ एलिमेंट्स को संदर्भित कर सकता हूं यहां यही लाभ है तो यह क्या सुनिश्चित करता है इसलिए मैं इसे इस क्रम में शुरू कर रहा हूं सहीजब ये कार्य लॉन्च किए जाते हैं तो मैं इसे पहले लॉन्च कर रहा हूं ठीक है फिर इन दोनों को फिर इन दोनों को फिर इन दोनों को तो यह सुनिश्चित करेगा कि यह गुणन पहले होता है और कौन सा एलिमेंट् अपडेट होता है 32यह शुरुआती इंडेक्स पर निर्भर करेगा हाँ यह सही है यह वही है जो अपडेट हो रहा है तो सबसे पहले इस कार्य को निष्पादित किया जाएगा जो इन दोनों को गुणा करता है फिर इस कार्य को निष्पादित किया जाएगा फिर यह कार्य और फिर यह कार्य इसलिए इन चार कार्यों में एक निर्भरता है लेकिन मैंने सभी कार्यों को एक शॉट में लॉन्च किया है मैं इस लूप से गुजरता हूं और मैं सभी कार्यों को शुरू करता हूं तो सभी कार्यों को लॉन्च किया गया है जिसका अर्थ है कि ये कार्य इन कार्यों के समानांतर हो रहे हैं ठीक है तो इन सभी कार्यों में जिनकी कोई निर्भरता नहीं है जो C के समान ब्लॉक को अपडेट नहीं कर रहे हैं समानांतर में निष्पादित कर सकते हैं सभी एक साथ उनके बीच कोई निर्भरता नहीं है ठीक है